हम शिफ्टिंग बॉटलनेक हेयुरिस्टिक पर चर्चा जारी रखते हैं मुझे पहले के व्याख्यान में जो कुछ भी देखा गया था उसका एक त्वरित पुनर्कथन के साथ शुरू करते हैं इसलिए हम एक नौकरी की दुकान में Makespan को कम करने की समस्या को हल करने की कोशिश कर रहे हैं हमने पहले से ही नियम आधारित समाधानों को भेजते हुए देखा है उदाहरण के लिए हमने इस गैन्ट चार्ट को देखा है जिसे प्रेषण नियम के रूप में सबसे कम प्रसंस्करण समय के साथ तैयार किया गया है इसलिए यदि हम इस समस्या के उदाहरण के लिए डिस्पैचिंग नियम के रूप में सबसे कम प्रसंस्करण समय का उपयोग करते हैं तो हमें 40 का एक मास्पैन मिलता है हम अब कोशिश कर रहे हैं एक अन्य दृष्टिकोण को देखने के लिए जो हमें नौकरी की दुकान पर Makespan न्यूनतम करने की समस्या को हल करने में मदद करता है हमने यह भी कहा कि नौकरी की दुकान में जैसा कि उदाहरण समस्या में दिया गया है प्रत्येक नौकरी का एक निश्चित मार्ग है इसलिए J 1 M 1 M से गुजरेगा 3 एम 2 और इतने पर इस उदाहरण में सभी नौकरियां सभी मशीनों पर जाती हैं इसलिए एक व्यवहार्य अनुसूची की आवश्यकता होगी कि प्रत्येक मशीन अब एक निश्चित क्रम में नौकरी की यात्रा का इलाज करती है उदाहरण के लिए यदि हम SPT समाधान पर वापस जाते हैं तो इस समाधान में नौकरियां M 1 को क्रम J 1 J 2 J 3 M 2 में क्रम J 2 J 1 J 3 और M 3 के क्रम J 1 में देखती हैं J 2 J 3 तो एक अनुसूची का वर्णन करने का एक अन्य तरीका यह निर्धारित करना है कि किस क्रम में नौकरियां मशीनों पर जा रही हैं किसी भी मामले में अगर हम यहां देखें कि नौकरी 1 को सभी 3 मशीनों का दौरा करना है लेकिन हम प्रत्येक मशीन को लेने में रुचि रखते हैं और जिस क्रम में नौकरियां आती हैं वह परिवर्तनशील भाग है जिसे हम वास्तव में ऑप्टिमाइज़ करने का प्रयास करते हैं यदि आप सही क्रम में प्राप्त करने में सक्षम हैं तो इस समय एम 1 पर ऑर्डर J 1 J 2 J 3 है M 2 पर ऑर्डर J है 2 J 1 J 3 M 3 पर एक ऑर्डर J 1 J 2 J 3 है जो कि Makespan 40 है इसलिए प्रश्न को अलग तरीके से पेश किया जा सकता है जैसे कि यह क्या आदेश है कि यह Makespan कम से कम हो यह भी हमें सुनिश्चित करना है कि यह आदेश संतुष्ट है कि J 1 पहले M 1 और फिर M 3 और फिर M 2 पर जाएगा जो गैंट चार्ट शेड्यूल से संतुष्ट है हमारे पास अब एक नेटवर्क प्रतिनिधित्व भी है जिसे हमने अब नौकरियों के लिए निश्चित आदेश देखा है उदाहरण के लिए जे 1 एम 1 एम 3 एम 2 का दौरा करेगा 2 को जे 1 के रूप में यहां दिखाया गया है यहां ijj नौकरी का प्रतिनिधित्व करता है और i मशीन का प्रतिनिधित्व करता है इसलिए जे 1 पहली बार एम 1 फिर एम 3 और फिर एम 2 और खत्म करता है इसलिए इस हिस्से को इस नेटवर्क में इन तय किए गए तीरों के माध्यम से और यहां अंधेरे लाइनों के माध्यम से दिखाया गया है बिंदीदार रेखाओं के माध्यम से जो दिखाया जाता है वह निर्णय है जो हमें करना है उदाहरण के लिए चूंकि एक मशीन एक बार में केवल एक ही काम कर सकती है इसलिए अगर हम मशीन 1 लेते हैं तो 1 मशीन को J 1 के लिए यहाँ J 2 के लिए और यहाँ J 3 के लिए मशीन करें तो हम क्या करते हैं हम 2 आर्क्स बनाते हैं जिन्हें डॉट किया जाता है इस दिशा में 1 को जोड़ते हैं और दूसरी दिशा में इसलिए हमारे पास प्रत्येक जोड़ी के लिए इसलिए कि हमारे पास 3 नौकरियां हैं हमारे पास वास्तव में 1 से 2 1 से 3 और 2 से 3 प्रत्येक के पास 2 आर्क्स हैं तो हमारे पास 6 बिंदीदार आर्क्स हैं मशीन 2 से संबंधित लोगों को पीले रंग में दिखाया गया है और मशीन 3 से संबंधित वाले एक प्रकार के गहरे भूरे रंग के गुलाबी रंग में दिखाए गए हैं तो हमें अब यह पता लगाना है कि अगर हम मशीन से निकालते हैं तो हम अकेले 1 मशीन लेते हैं इन 6 आर्क्स में से हम वास्तव में पाते हैं कि केवल 2 आर्क्स ही सक्रिय होंगे जो 2 सक्रिय हैं जिन्हें हमें बाहर ढूंढना है यदि हम इस पर SPT अनुक्रम को मैप करना चाहते हैं और उदाहरण के लिए यदि हम M 2 लेते हैं तो ऑर्डर J 1 J 2 J 1 और J 3 है जिसका अर्थ है M 2 पर यह 2 से 1 और 1 से 3 होगा तो एम 2 पर यह पहले 2 से 1 होगा जिसका मतलब 2 से 1 और फिर 1 से 3 है इसलिए इन 6 आर्क्स में से जो पीले रंग में हैं 2 से 1 यहाँ 2 से 1 और फिर 1 से 3 हो जाएगा सक्रिय अब हम प्रत्येक मशीन की खोज करना चाहते हैं जो डॉटेड आर्क्स से सक्रिय आर्क्स होगी इसलिए हमने ऐसा करने के लिए निर्धारित किया है और फिर हमने इस पहलू को संबंधित किया है कि अड़चन मशीन पर 1 आरजे एल अधिकतम समस्या को हल करने के लिए हमने पहले एम 3 को पहली अड़चन मशीन के रूप में पहचाना जिसमें से प्रत्येक मशीन पर भार की गणना की गई थी तो एम 1 का भार 7 प्लस 4 11 प्लस 8 19 एम 2 का भार 10 प्लस 6 16 प्लस 8 24 है और एम 3 का भार 8 प्लस 12 20 प्लस 7 27 है इसलिए हमने एम 3 को पहली अड़चन के रूप में लिया मशीन और फिर हमने 1 आरजे एल अधिकतम समस्या का हल किया जिसका मतलब है कि रिलीज के समय में एक मशीन पर अधिकतम टार्डनेस को कम करना तो एम 3 पर 1 आरजे एल अधिकतम इसलिए हमने 1 आरजे एल अधिकतम समस्या का हल किया जहां एक एकल प्रोसेसर का प्रतिनिधित्व करता है आरजे का मतलब नौकरी के लिए जारी किया गया समय है और एल अधिकतम का मतलब अधिकतम मर्यादा है जिसे हम कम से कम करना चाहते हैं तो हमने M 3 पर इस समस्या को हल किया और फिर हमें अनुक्रम J 1 J 2 J 3 मिला जिसने इसे कम कर दिया इसलिए हमें M 3 पर अनुक्रम J 1 J 2 J 3 मिला जिसमें L अधिकतम के बराबर 7 था अब हमारे पास है समाधान डालने के लिए या समाधान को इस नेटवर्क पर लाने के लिए इसलिए हमने तीसरी मशीन के लिए हल किया है इसलिए हमने 6 आर्क्स के इस सेट के लिए हल किया है और फिर हमारे पास J 1 J 2 J 3 आ रहा है जिसका मतलब है M 3 पर हम पहले J 1 करेंगे और फिर हम J 2 करेंगे और फिर हम J 3 करेंगे तो M 3 पर हम पहले J 1 करेंगे इसलिए यह 3 1 का मतलब मशीन 3 पर नौकरी 1 होगा पहले हम ऐसा करते हैं फिर हम इस से करते हैं इसलिए यह चाप सक्रिय हो जाता है और फिर यहाँ से हम यह करेंगे तो यह चाप सक्रिय हो जाता है बाकी बिंदीदार गुलाबी आर्क अब हटा दिए गए हैं क्योंकि उन्हें अब आवश्यकता नहीं है इसलिए हम इसे हटा देंगे हम यह सब भी हटा देंगे इसलिए हमारे पास अभी ये 2 आर्क चित्र में आ रहे हैं अब यदि हमें यह पता चलता है कि हम इसे फिर से मोटी रेखा के साथ चिह्नित करते हैं तो अब नेटवर्क पर सबसे लंबा रास्ता एक बार फिर से माकस्पैन के लिए कम होता है पहले इस नेटवर्क पर सबसे लंबा रास्ता नौकरी प्रसंस्करण समय 7 प्लस 8 15 प्लस 10 25 6 प्लस 4 10 प्लस 12 22 8 प्लस 8 16 प्लस 7 23 का योग था लेकिन अब इन्हें शामिल करने के साथ 2 आर्क्स यदि हम इस नेटवर्क पर सबसे लंबे पथ की गणना करते हैं तो यह 34 हो जाएगा तो चलिए हम इस नेटवर्क पर सबसे लंबे पथ की गणना दिखाते हैं तो हम कहते हैं कि हम इसके लिए 0 से शुरू करते हैं इसलिए यह 7 पर आता है यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम इसे कैसे लिखते हैं क्योंकि यह नोड नेटवर्क पर गतिविधि है इसलिए हम कह सकते हैं कि यह यहाँ से 7 पर समाप्त होता है तो इसका मतलब होगा 7 प्लस 8 15 15 प्लस 10 25 अब हम जो करते हैं वह 6 है यह 6 प्लस 4 है 10 अब यह 15 प्लस 12 27 10 प्लस 12 होगा 22 इसलिए 27 अब यह 8 8 प्लस 8 16 होगा अब यह 16 प्लस 7 23 27 प्लस 7 34 होगा और फिनिश 34 होगा अब माकस्पैन पर निचली सीमा बढ़ जाती है और यह 34 27 प्लस 7 हो जाता है और अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि यह नेटवर्क पर सबसे लंबा रास्ता है अब हम अगली अड़चन को देखते हैं जो M 2 है और फिर हम M 2 पर 1 rj L की अधिकतम समस्या को हल करने की कोशिश करते हैं M 2 पर 34 के साथ जो कि Makespan की निचली सीमा है इसलिए इसे अंतिम नियत तारीख के रूप में अपडेट किया जाता है तो नियत तारीख के बराबर 34 के साथ हम M 2 पर 1 आरजे एल अधिकतम हल करते हैं इसलिए हमारे पास जे 1 जे 2 और जे 3 है और हमारे पास प्रसंस्करण समय पीजे एम 2 पर पीजे है इसलिए एम 2 पर जे 1 है 10 J 2 पर M 2 6 है और J 3 पर M 2 8 है तो हम rj और dj लिखते हैं rj रिलीज़ होने का समय होता है जिस पर यह उपलब्ध है और dj नियत तारीख है अब यदि हम M 2 को देखते हैं और हम J 1 को देखते हैं तो M 2 पर J 1 तीसरा ऑपरेशन है इसलिए M 2 पर जल्द से जल्द J 1 उपलब्ध है 7 प्लस 8 15 है तो 15 जल्द से जल्द है कि J 1 M 2 पर उपलब्ध है क्योंकि J 1 में M 1 और M 3 पर प्रसंस्करण समाप्त करना है और जल्द से जल्द यह उपलब्ध हो सकता है 7 प्लस 8 इसलिए rj यहाँ 15 है अब जहां तक J 2 का संबंध है M 2 पर J 2 पहला ऑपरेशन है इसलिए यह सबसे पहले उपलब्ध है 0 है जहाँ तक J 3 का संबंध है M 2 दूसरी मशीन है और इसलिए जल्द से जल्द J 3 M 2 पर उपलब्ध हो सकता है जो 8 के बराबर समय पर है अब जहां तक नियत तिथियों का संबंध है M 2 पर J 1 अंतिम ऑपरेशन है इसलिए यह 34 के बराबर समय पर उपलब्ध होने पर पर्याप्त है जहां तक J 2 का संबंध है M 2 पर J 2 पहला ऑपरेशन है इसलिए नवीनतम नियत तारीख सबसे दूर हम 12 प्लस 4 16 के बारे में सोच सकते हैं इसे समाप्त करने के लिए निश्चित रूप से कम से कम 16 और इकाइयों की आवश्यकता होती है इसलिए नियत तारीख 34 माइनस 16 हो सकती है जो 18 है और जहाँ तक जे 3 है संबंधित यह एक बार फिर से अंतिम ऑपरेशन है एम 2 पर जे 3 आखिरी है लेकिन एक ऑपरेशन है तो कम से कम 7 और इकाइयों की आवश्यकता होती है इसलिए नियत तारीख 34 माइनस 7 हो सकती है जो 27 है इसलिए अब हमें एम 2 पर 1 आरजे एल अधिकतम को हल करना होगा इसलिए हम शुरुआती नोड के साथ शुरू करते हैं और फिर हम J 1 को पहली नौकरी के रूप में रखते हैं हम J 2 के साथ एक और अनुक्रम शुरू करते हैं और हम J 3 के साथ एक और अनुक्रम पहली नौकरी के रूप में शुरू करते हैं इसलिए जब हम ऐसा करते हैं तो हम लिखना शुरू करते हैं पूरा होने का समय अब जब हम J 1 को पहली नौकरी के रूप में रखते हैं J 1 केवल 15 के बराबर समय पर उपलब्ध होता है इसलिए पूरा होने का समय J 1 के लिए 25 है और फिर पूर्ववर्ती EDD नियम से हमारे पास नियत तारीखों के आधार पर होगा J 2 और फिर J 3 अब J 2 0 के बराबर समय पर उपलब्ध है इसलिए J 2 31 पर समाप्त हो सकता है क्योंकि यह 25 से अधिक उपलब्ध है और अन्य 6 से 31 पर 31 J 3 भी उपलब्ध है जो कि उपलब्ध है 8 तो ३१ प्लस ३ ९ नियत तिथियां ३४ १ 39 और २ 39 हैं इसलिए यहां एल मैक्स १३ है एल मैक्स १२ है इसलिए एल मैक्स पर कम बाउंड १३ के बराबर है अब जब हम जे २ से शुरू करते हैं तो जे २ 0 के बराबर समय पर उपलब्ध है इसलिए यह 6 पर समाप्त होगा और फिर J 3 और फिर EDD नियम द्वारा J 1 अब यह 8 पर उपलब्ध है यह केवल 15 पर उपलब्ध है इसलिए आपको निश्चित रूप से इंतजार करना होगा 8 इसलिए 8 प्लस 8 16 अब यह 15 16 प्लस 10 26 पर उपलब्ध है अब नियत तारीखें 18 27 और 34 हैं इसलिए एल मैक्स पर कम बाध्यता 0 के बराबर है क्योंकि ये सभी नियत तिथियों के भीतर हैं और हम यह भी महसूस करते हैं कि वास्तव में हमने क्या किया है हमने एक व्यवहार्य समाधान का मूल्यांकन किया है जिसमें 2 3 और 1 के साथ L अधिकतम 0 के बराबर है यह J 2 के साथ संभव समाधान है फिर J 3 और फिर J 1 के साथ L अधिकतम 0 के बराबर इसलिए हम एल्गोरिथ्म को अपने यहां रोक सकते हैं अधिकतम टार्डनेस समस्या के लिए यदि आपके पास 0 के बराबर अधिकतम टार्डनेस के साथ समाधान है 0 के साथ एक संभव समाधान है तो यह इष्टतम है इसलिए हम यहीं रुक सकते हैं और कह सकते हैं कि M 2 पर J 2 का अनुक्रम J 2 J 3 और J 1 है अब हम M 2 पर इस बात का सुपरमोज़ करते हैं तो M 2 को पीले रंग के साथ दिखाया गया है इसलिए ये 6 आर्क्स हैं इसलिए क्रम J 2 J 3 और J 1 इसलिए M 2 पर हम पहले J 2 करेंगे फिर हम J 3 करेंगे और फिर हम J करेंगे इसलिए हमें इसे अपडेट करना है इसलिए पहले हम जे 2 करते हैं इसलिए हम इसे पहले करते हैं फिर हम जे 3 करते हैं इसलिए हम 3 पर आते हैं और उसके बाद हम इसके माध्यम से 1 पर जाते हैं इसलिए यही क्रम है मशीन M 2 पर होता है अब इस क्रम के साथ हमें अब निचली सीमा को अपडेट करने की आवश्यकता है इसलिए इस नेटवर्क पर सबसे लंबा रास्ता हमें निम्न सीमा का एक अद्यतन मान देगा ताकि जाहिर है अब कम बाउंड केवल 34 या अधिक हो सकता है क्योंकि हम इस नेटवर्क पर आर्क जोड़ रहे हैं इसलिए सबसे लंबा रास्ता कम नहीं हो सकता है इसलिए अब हमें एक बार फिर से यह पता लगाना होगा कि ये नोड लेबल क्या हैं ताकि हम Makespan पर निचली सीमा का पता लगा सकें तो यह 7 पर है यह फिर से 15 पर है इसलिए यह 27 पर है अब यह 8 पर है अब यह 6 प्लस 8 14 है लेकिन फिर हमारे पास 8 प्लस 8 16 है इसलिए यह रहता है अब यह 16 प्लस 8 16 प्लस 10 26 हो जाएगा जबकि पहले यह 15 प्लस 10 25 था इसलिए यह 26 हो जाएगा अन्यथा 15 प्लस 12 27 27 प्लस 7 34 16 प्लस 7 23 34 इसलिए निचला बाउंड इसके साथ 34 पर रहता है लेबल में एकमात्र परिवर्तन यहां परिवर्तन है कि यह 16 प्लस एक और 10 26 है जबकि यहां यह 15 प्लस 10 25 पहले था इसलिए निचली सीमा इन 2 आर्क के शामिल होने से नहीं बदलती है लेकिन केवल एक नोड लेबल बदलता है तो अब हम तीसरी मशीन को देखते हैं जो एम 1 है हम पहले ही एम 3 और एम 2 देख चुके हैं इसलिए अब हमें एम 1 पर 1 आरजे एल मैक्स करने की आवश्यकता है इसलिए हम 1 आरजे एल मैक्स पर करते हैं एम 1 34 के समान नियत तारीख के साथ क्योंकि इस नेटवर्क में सबसे लंबा रास्ता अभी 34 है अब हम तीसरी मशीन पर 1 आरजे एल अधिकतम समस्या का समाधान करते हैं जो मशीन एम 1 है हमने पहले ही एम 3 और फिर एम 2 के लिए 1 आरजे एल अधिकतम समस्याओं को हल किया है इसलिए अब इस नेटवर्क से हम निरीक्षण करते हैं कि प्रसंस्करण समय 3 नौकरियों के लिए जे 1 जे 2 जे 3 पर एम 1 पर जे 2 के लिए 7 हैं यह 4 है और जे 3 के लिए यह 8 है अब हमें जारी किए गए समय आरजे के साथ साथ नियत तिथियों की गणना करनी होगी इसलिए यदि हम एम 1 पर नौकरी 1 लेते हैं तो अब यह जल्द से जल्द उपलब्ध समय 0 के बराबर है इसलिए आरजे इसके लिए 0 होगा अब यहाँ यह जल्द से जल्द उपलब्ध कराया गया है क्योंकि यह इस मशीन के जाने के बाद है इसलिए rj 6 होगा और जहाँ तक M 1 पर J 3 का संबंध है यह जल्द से जल्द उपलब्ध है यह समय 0 के बराबर है अब हम नियत तारीखों को देखते हैं नियत तारीख 34 है अब जब हम इसे देखते हैं सबसे लंबा रास्ता जो जोड़ता है वह 7 प्लस 8 15 प्लस 10 27 34 होगा इसलिए 34 शून्य से 7 27 27 शून्य से 12 15 15 शून्य से 7 है तो इसके लिए नियत तारीख 7 होगी क्योंकि सबसे लंबा रास्ता 7 प्लस 8 15 प्लस 12 27 प्लस 7 34 है अब जहाँ तक यह है कि सबसे लंबा रास्ता यहाँ से होगा इसलिए आने के लिए 34 माइनस 7 27 27 माइनस 12 होंगे इसलिए नियत तारीख 15 होगी और जे 3 के लिए जो यहाँ है ३४ माइनस १० प्लस 8 हमें १ 8 देंगे ३४ माइनस १५ हमें १ ९ देंगे तो यह १ 8 हो जाएगा तो चलिए मैं आपको फिर से कंपीट करता हूं अब जहां तक M 1 पर J 3 का संबंध है यह एक है इसलिए 7 माइनस 8 15 हमें इस तरफ से 19 देंगे यह 10 माइनस 8 18 होगा इसलिए समय के साथ 16 के बराबर यह उपलब्ध होना चाहिए ताकि 16 प्लस 18 34 हो जाए तो यह 17 नहीं है यह 16 हो जाता है इसलिए मुझे फिर से नियत तारीखों की गणना के बारे में बताएं एम 1 पर जे 1 यहां है और सबसे लंबा रास्ता 7 प्लस 8 15 प्लस 12 27 प्लस 7 34 है जो हमें यह देता है 34 इसलिए 34 की इस हेड लाइन को पूरा करने के लिए यह समय 7 से अधिक 12 19 से अधिक 8 27 के बराबर होना चाहिए इसलिए 34 शून्य से 27 के शेष प्रसंस्करण समय हमें 7 की एक नियत तारीख देता है जहाँ तक यह एक बार फिर से नियत तारीख में जल्द से जल्द या नवीनतम है कि यह पूरा किया जाना है 12 से अधिक 7 से आता है यह प्रसंस्करण के 19 समय इकाइयों शेष है और चूंकि यह 34 पर समाप्त होने की तारीख है 15 हो जाएगा अब जहां तक जे 3 का संबंध है हम यहां हैं इसलिए फिर से हम रास्ते से गुजरते हैं इसलिए 34 इस समय फाइनल है जब मकस्पान 34 है इसलिए 10 प्लस 8 18 और अधिक समय तक प्रसंस्करण की इकाइयों की आवश्यकता होती है इसलिए नियत तारीख इसके लिए 16 हो जाती है अब इस डेटा के साथ हम अब मशीन 1 पर 1 आरजे एल अधिकतम समस्या का प्रयास करते हैं और हल करते हैं इसलिए हम अब जे 1 के साथ शुरू करते हैं अनुक्रम में पहली नौकरी दूसरी नौकरी के रूप में 2 जे और पहली नौकरी के रूप में जे 3 अनुक्रम में नौकरी इसलिए जब हम अनुक्रम में पहली नौकरी के रूप में जे 1 को देखते हैं तो अब यह 0 के बराबर समय पर उपलब्ध है इसलिए पूरा होने का समय 7 होगा जल्द से जल्द तारीखों के अनुक्रम के बाद हम जे 2 को अंदर लाने की कोशिश करते हैं तो जे 2 6 पर उपलब्ध है अब मशीन 7 पर उपलब्ध है इसलिए यह 7 प्लस 4 11 हो जाएगा तब तक जे 3 उपलब्ध है इसलिए प्लस 8 19 इसलिए ये पूर्ण समय हैं नियत तिथियां 7 15 और 16 हैं इसलिए केवल एक ही काम कठिन है तो इससे हमें पता चलता है कि एल अधिकतम 3 है हम यह भी मानते हैं कि हमें एक व्यवहार्य समाधान प्राप्त होता है जब हम वास्तव में इस प्रीडेप्टिव ईडीडी नियम को लागू करते हैं तो हम एल अधिकतम के साथ एक व्यवहार्य समाधान प्राप्त करते हैं 3 अब जे 2 के रूप में जे 2 के साथ अनुक्रम में पहली नौकरी इसलिए जे 2 6 पूर्ण समय पर शुरू होता है 10 अब प्रीमेप्टिव नियत तारीख जे 1 से आगे आता है इसलिए जे 1 10 से शुरू होता है और 17 पर समाप्त होता है जिस समय तक जे 3 उपलब्ध है तो J 3 में 17 प्लस 8 25 लगेंगे इसलिए अभी नियत तारीखें 7 हैं नौकरी के लिए 2 तारीख 2 नियत तारीख 15 हैं नौकरी के लिए 1 नियत तारीख 7 है और नौकरी 3 के लिए नियत तारीख है 16 तो यह हमें 9 के बराबर एल अधिकतम के साथ एक समाधान देता है अब यह जॉब यही है अनुक्रम यह है J 2 J 1 J 3 यह J 1 J 2 J 3 है इसलिए अनुक्रम J 2 J 1 J 3 हमें L के साथ एक समाधान देगा जो कि अधिकतम 9 के बराबर होगा अब यह नौकरी जल्दी है यह नौकरी 7 तारीख के बराबर नियत तारीख और 17 के बराबर समय पूरा करने के साथ टेडी है इसलिए एल मैक्स इसमें से 10 के बराबर है और जे 3 के लिए नियत तारीख 16 पूरा होने का समय 25 है इसलिए तनाव 9 है इसलिए अधिकतम tardiness 10 अब अगर हम J 3 के साथ तीसरे को पहली नौकरी के रूप में मानते हैं तो प्रीडेप्टिव EDD हमें आदेश J 3 के बाद सबसे कम एक J 1 और फिर J 2 देगा तो हम J 1 J 2 को प्राप्त करते हैं इसलिए यहां पूरा होने का समय 0 पर शुरू होगा और 8 पर खत्म होता है J 1 0 के बराबर समय पर उपलब्ध होता है इसलिए 15 पर समाप्त होता है जिस समय J 2 उपलब्ध होता है तो यह 19 पर समाप्त होता है अब नियत तारीखें J 3 के लिए 16 J 1 के लिए 7 और J 2 के लिए 15 हैं अब हमें पता चलता है कि J 3 नियत तारीख से आगे है यह 8 इकाइयों द्वारा नियत तारीख से पीछे है 6 यूनिट्स से पीछे है इसलिए हमें L अधिकतम 8 के बराबर मिलता है अब जब इन 3 नोड्स में हमने क्या किया है तो हमने J 1 J 2 और J 3 के साथ शुरू किया है और हम आवेदन करने से संभव समाधान प्राप्त करने में सक्षम हैं पूर्व निर्धारित समय से पहले नियत तारीख हम निम्न बाउंड की गणना भी कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं लेकिन अंत में जब हम इस समस्या को हल करते हैं तो हम इस समाधान को न्यूनतम L अधिकतम 3 के बराबर करेंगे तो 1 rj L अधिकतम समस्या अनुक्रम J 1 J 2 J 3 M 1 पर L अधिकतम 3 के बराबर है अब हम वापस जाते हैं और इस नेटवर्क पर इसे मैप करने का प्रयास करते हैं इसलिए M 1 पर अनुक्रम J 1 J 2 J 3 है तो J 1 पहले J 2 और फिर J 3 इसलिए हम इसे मैप करते हैं इसलिए J 1 से J 2 यहां आएंगे और फिर हम J 2 से J 3 करेंगे जो अब यहां आएगा इसलिए अब यह है अंतिम नेटवर्क जहाँ M 1 J 1 पर J 2 और उसके बाद J 3 अब है हमें सबसे लंबे पथ की गणना करनी है और इसे अपडेट करना है अब हम नोड लेबल्स की गणना करते हैं इसलिए हमारे पास 7 plus 8 15 हैं और यह एक 8 प्लस 8 16 प्लस 10 26 बन जाएगा अब यह 6 प्लस 4 10 के बजाय 7 प्लस 4 11 हो जाएगा इसलिए यह 7 प्लस 4 11 हो जाएगा अब यह नोड 11 हो जाएगा ११ प्लस 8 19 यह 19 हो जाएगा इसलिए यह 19 प्लस 8 27 27 प्लस 7 34 हो जाएगा लेकिन 8 27 प्लस 10 यहां 37 हो जाएंगे अब यह 11 प्लस 12 23 15 प्लस 12 27 बन जाएगा इसलिए अंत में सबसे लंबी अवधि 37 27 और 34 की अधिकतम होगी और हम 37 के साथ एक समाधान प्राप्त करेंगे अब मैक्स्पान 37 और हमारे पास एक संभव समाधान है जो कि Makespan 37 के बराबर है आप यह भी देख सकते हैं कि पहले Makespan 34 था हमने L अधिकतम 3 के बराबर गणना की इसलिए L अधिकतम जुड़ जाता है और 34 हो जाता है अंत में 37 बन जाता है जो अनुक्रम के लिए Makespan है बहती बाधा का उपयोग कर प्राप्त किया अब इसका प्रतिनिधित्व करने का एक तरीका इस नेटवर्क पर है इसका प्रतिनिधित्व करने का दूसरा तरीका परिचित गैंट चार्ट पर है और अब हम इस शेड्यूल का परिचय परिचित गैन्ट चार्ट पर करेंगे जिसका हम उपयोग कर रहे हैं तो हम अब गैंट चार्ट पर इसका प्रतिनिधित्व करेंगे यह एम 1 होगा यह एम 2 है और यह एम 3 है इसलिए एम 1 पर अनुक्रम 1 1 1 2 और 1 3 से आता है इसलिए अनुक्रम J 1 J 2 J 3 है अब M 2 पर हमें पता चलता है कि यह पहले है इसलिए J 2 J 3 और फिर J 1 इसलिए J 2 J 3 और J 1 और M 3 पर यह फिर से 1 2 और 3 है इसलिए J 1 J 2 और J 3 अब हमें गैंट चार्ट पर इसे मैप करना है इसलिए हम J 1 को देखते हैं J 1 पहले M 1 पर प्रोसेसिंग के लिए जाता है इसलिए J 1 M 7 पर खत्म होता है और 7 पर J 1 M 3 में जाता है अब J 1 वास्तव में M 3 पर पहली नौकरी है इसलिए J 1 7 के बराबर समय पर आ गया है और 15 पर समाप्त हो गया है और 15 पर J 1 M 2 में जाएगा J 1 यहाँ 15 J 1 पर आता है एम 2 पर संसाधित होने वाला तीसरा काम है इसलिए हम सिर्फ J 1 को यहां छोड़ देंगे और J 2 और J 3 के बाद हम J 1 को ले लेंगे संसाधित अब हम इस J 2 के पहले ऑपरेशन को M 2 पर देखते हैं इसलिए J 2 0 के बराबर समय पर शुरू होगा और 6 पर समाप्त होगा और 6 J 2 M 1 पर आएगा अब J 2 M 1 पर किया जाने वाला दूसरा काम है और J 1 पहला J 1 है जो पहले से ही J 2 से अधिक है 6 पर आ गया है इसलिए इसे J 2 लगेगा इसलिए M 1 पर J 2 7 होगा प्लस 4 11 और जे 2 अब 11 से एम 3 के बराबर समय पर चलेगा इसलिए जे 2 यहां आएगा जे 2 पर 11 बजे आएगा अब जहां तक एम 3 का संबंध है जे 1 पहले से ही जे 2 से अधिक है दूसरी नौकरी इसलिए J 2 तैयार है इसलिए M 3 J 2 पर J 2 की शुरुआत 15 से होती है यहाँ से 12 यूनिट समय लगता है और इसलिए 15 प्लस 12 27 J 2 समाप्त होगा और J 2 सभी 3 गतिविधियों को पूरा करता है समय 27 के बराबर है अब हम J 3 J 3 के पहले ऑपरेशन को एक M 1 के रूप में देखते हैं इसलिए J 3 को 11 के बराबर समय पर लिया जाएगा और यह 11 से 19 तक जाएगा तो J 3 19 पर समाप्त होगा और J 3 19 के बराबर समय पर M 2 पर आएगा अब J 3 दूसरा काम है J 2 पहले से ही किया गया है इसलिए J 3 19 पर शुरू होगा इसलिए J 3 M 2 पर शुरू होगा 19 से अधिक 8 27 होगा तो J 3 27 पर समाप्त होगा और 27 पर J 3 अब M 3 में जाएगा इसलिए J 3 यहाँ 27 पर आएगा अब J 1 J 2 पहले ही J 3 पूर्ण कर चुका है केवल एक उपलब्ध है इसलिए M 3 पर J 3 एक और 7 है इसलिए J 3 27 पर शुरू होगा और J 3 34 पर समाप्त होगा इसलिए J 3 34 के बराबर समय पर सब कुछ समाप्त कर देगा अब हम देख रहे हैं कि जे 1 वास्तव में 15 के बराबर समय पर यहाँ आया है इसलिए एम 2 पर जे 1 एक और 10 है इसलिए यह 27 पर शुरू हो सकता है केवल 10 अधिक समय लेता है और 37 पर समाप्त होता है इसलिए जे 1 37 पर खत्म जो वास्तव में Makespan है और यह 37 इस 37 के समान है जिसे हमने गणना की है इसलिए हम इनमें से कोई भी कर सकते हैं अब स्थानांतरण अड़चन समाधान से हम इसे गैंट चार्ट पर मैप कर सकते हैं जैसे हमने किया था यदि हम गैंट चार्ट समाधान प्राप्त करते हैं तो इसे इस नेटवर्क पर मैप करना भी संभव है और इस नेटवर्क पर सबसे लंबा रास्ता गैन्ट चार्ट पर सबसे लंबे सलाखों के समान होगा और इस समस्या के लिए माकस्पैन 37 है अब हमें यह जांचना होगा कि क्या यह माकस्पैन इष्टतम है या शिफ्टिंग टोंटी ह्यूरिस्टिक गारंटी इष्टतमता है इसका उत्तर शिफ्टिंग टोंटी हेटरिस्टिक इष्टतमता की गारंटी नहीं देता है यह करने की कोशिश करता है या तो जब हम इसे इस नेटवर्क के माध्यम से या गैंट चार्ट के माध्यम से देखते हैं तो यह एक समय में एक मशीन लेता है और मैकस्पैन समस्या के लिए नहीं बल्कि 1 आरजे एल अधिकतम समस्या के लिए एक इष्टतम अनुक्रम खोजने की कोशिश करता है और फिर इस L मैक्स पर मौजूदा Makespan में जुड़ जाता है और मौजूदा Makespan को अपडेट करता है तो एक तरफ यह एक विशेष मशीन के लिए एक अनुकूलन समस्या का हल करता है लेकिन मशीनों को जिस क्रम में लिया जाता है वह अब लोड पर आधारित है यहाँ कहें हमने एम 3 के बाद मशीनों को एम 2 द्वारा पीछा किया एम 1 द्वारा पीछा किया गया इस आदेश को इष्टतम आदेश होने की आवश्यकता नहीं है इसलिए स्थानांतरण में बाधा हेयुरिस्टिक इष्टतम समाधान की गारंटी नहीं देता है हालांकि यह प्रत्येक चरण में एक अनुकूलन समस्या हल करता है हमें यह भी देखना होगा कि 1 आरजे एल अधिकतम समस्या वास्तव में एक कठिन समस्या है हल लेकिन सौभाग्य से वह शाखा और बाउंड जिसका हमने उपयोग किया है उचित रूप से उचित संख्या में नौकरियों की समस्याओं को हल करने में सक्षम है इसलिए हम आश्वस्त हैं कि हम एक मशीन पर 1 आरजे एल मैक्स का उपयोग कर सकते हैं और इसे मशीनों पर क्रमिक रूप से लागू कर सकते हैं अंगूठे का नियम जो हमने यहां उपयोग किया था हमने पहले इसे एम 3 पर फिर एम 2 पर और फिर एम 1 पर किया क्योंकि हमारी पसंद इन मशीनों में से प्रत्येक पर काम के भार के आधार पर थी अब 1 आरजे एल मैक्स को लागू करने के इस विशेष आदेश को इष्टतम होने की आवश्यकता नहीं है इसलिए अड़चन की हेयुरिस्टिक शिफ्टिंग इष्टतम समाधान की गारंटी नहीं देती है लेकिन यह समस्या को हल करने के लिए एक प्रेषण नियम आधारित दृष्टिकोण का एक उत्कृष्ट विकल्प प्रदान करता है क्योंकि कोई भी नियम आधारित है समाधान हमें एक निश्चित गैंट चार्ट देगा अब यह गैंट चार्ट एक तरफ से दूसरे पर माकस्पैन की गणना करता है हमें यह भी बताता है कि किस क्रम में प्रत्येक मशीन पर नौकरियों का प्रसंस्करण होने जा रहा है अब यह आदेश हमेशा नेटवर्क पर मैप किया जा सकता है और सबसे लंबा रास्ता हमें देगा वैकल्पिक रूप से शिफ्टिंग अड़चन हेयुरिस्टिक प्रत्येक मशीन पर 1 आरजे एल अधिकतम समस्या हल करती है और फिर प्रत्येक मशीन पर इस आदेश का पता लगाने की कोशिश करती है और इसे नेटवर्क पर मैप करती है तो यह एक बहुत ही शक्तिशाली हैरिस्टिक इष्टतमता की गारंटी नहीं देता है और नियम आधारित दृष्टिकोण से पूरी तरह से अलग है हालांकि सिद्धांत रूप में दोनों प्रेषण नियम आधारित दृष्टिकोण के साथ साथ स्थानांतरण अड़चन हेयुरिस्टिक है यह पता लगाने की कोशिश करें कि इन मशीनों में से प्रत्येक पर नौकरियों का सबसे अच्छा क्रम क्या है अब यह विधि बड़े पैमाने पर बहुत लोकप्रिय हो गई क्योंकि यह कई उदाहरणों में इष्टतम समाधान देने की क्षमता है और कई उदाहरणों में इष्टतम समाधानों के करीब है वास्तव में यदि कोई जॉब शॉप शेड्यूलिंग साहित्य को देखता है तो 3 महत्वपूर्ण या कठिन समस्याएं हैं जिन्हें फिशर और थॉम्पसन समस्याएं कहा जाता है और विशेष रूप से फिशर और थॉम्पसन समस्या का दूसरा जिसके लिए लोग इष्टतम Makespan को जानते थे लेकिन हम डिस्पैचिंग नियमों का उपयोग करके आराम से नहीं मिल पा रहे हैं उस विशेष समस्या के उदाहरण के लिए स्थानांतरण में बाधा हेयुरिस्टिक इष्टतम समाधान दिया तो बहती अड़चन कई कारणों से महत्वपूर्ण है एक यह बहुत अच्छा समाधान प्रदान करने में सक्षम है भले ही सभी अवसरों पर इष्टतम नहीं है यह कई उदाहरणों पर इष्टतम देने में सक्षम है और बहुत से उदाहरणों पर इष्टतम के करीब है यह एक प्रदान करता है एक नौकरी की दुकान समयबद्धन समस्या को हल करने के लिए एक प्रेषण नियम आधारित दृष्टिकोण का विकल्प क्योंकि यह क्रम 1 2 3 या 2 3 1 1 2 3 मान लीजिए हम एक सबसे छोटा प्रसंस्करण समय आधारित गैंट चार्ट लेते हैं तो यह प्रत्येक मशीन के लिए एक निश्चित अनुक्रम देता है जो एक प्रेषण नियम के माध्यम से प्राप्त होता है यहाँ इसी क्रम को 1 r L L अधिकतम हल करके या एक अनुकूलन समस्या को हल करके प्राप्त किया जाता है इसलिए यह एकल प्रेषण नियम का उपयोग करने से बेहतर समाधान दे सकता है तो यह Makespan को कम करने के लिए जॉब शॉप शेड्यूलिंग समस्याओं को हल करने के लिए प्रभावी रूप से उपयोग किया जाता है अब लाइन संतुलन की समस्या में अनिवार्य रूप से हम असेंबली में लाइन बैलेंसिंग विचार का उपयोग करते हैं क्योंकि और इन विचारों का उपयोग विनिर्माण में भी किया जा सकता है अब असेंबली लाइन संतुलन की समस्या क्या है अब मान लेते हैं कि हम किसी उत्पाद को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं अब इस असेंबली में कई घटकों और उप असेंबली को एक मुख्य असेंबली में असेंबल या फिक्स करना शामिल है इसलिए विधानसभा समस्या में सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण ऐसे घटक हैं जिन्हें असेंबली में लाया जाता है और उनमें से प्रत्येक की असेंबली को अब एक कार्य कहा जाता है तो एक विधानसभा में 10 या 12 या 15 कार्य शामिल होंगे जहां 15 अलग अलग उप विधानसभाओं और घटकों को अंतिम उत्पाद या अंतिम विधानसभा में इकट्ठा किया जाता है अब प्रत्येक कार्य एक प्रसंस्करण या एक कार्य समय भी है इसलिए इन कार्यों में से प्रत्येक के साथ जुड़ा एक समय है अब कई बार अगर 10 या 12 भाग होते हैं और विधानसभा में जाने वाली उप उप सभाएँ होती हैं तो एक आदेश देना पड़ता है जिसमें इन्हें इकट्ठा करना होता है इसलिए पूर्ववर्ती रिश्ते होते हैं जो कह सकते हैं कि मैं इकट्ठा नहीं कर सकता या मैं कार्य 3 नहीं कर सकता जब तक कि मैं कार्य समाप्त नहीं करता 2 इसलिए एक असेंबली लाइन समस्या को संतुलित करने के लिए डेटा जो ऐसा करने के लिए आवश्यक हैं कार्यों की संख्या है समय इनमें से प्रत्येक कार्य और विधानसभा के पूर्ववर्ती संबंध के लिए इसलिए मैं इन सभी को समझाने के लिए एक उदाहरण लेता हूं और फिर लाइन संतुलन की समस्या को हल करने के लिए उसी उदाहरण का उपयोग करने का प्रयास करता हूं तो यह नेटवर्क 11 कार्यों के साथ एक असेंबली लाइन संतुलन की समस्या को दर्शाता है जो नेटवर्क के नोड्स के रूप में 1 से 11 के रूप में दिखाए जाते हैं अब कार्य समय को आर्क्स के रूप में दिखाया गया है और ये 4 2 3 6 1 6 8 2 5 6 और 4 हैं अब पीले रंग में दिखाई गई संख्या प्रत्येक को करने में लगने वाला समय है और उन्हें नोड लेबल के रूप में दिखाया गया है नोड के साथ जुड़ा हुआ है पूर्ववर्ती आर्क्स के माध्यम से कब्जा कर लिया गया है उदाहरण के लिए इस नेटवर्क से कोई यह कह सकता है कि हम कार्य 2 कर सकते हैं कार्य 1 करने के बाद कार्य 1 कार्य 2 से पहले की गतिविधि है इसी तरह टास्क 1 को टास्क 4 से पहले इसी तरह 3 और 5 को 6 से पहले करना चाहिए जिसका मतलब है कि 6 को 3 तक नहीं किया जा सकता है और 5 को पूरा किया जाता है और 6 को पूरा नहीं किया जा सकता है इसलिए पूर्ववर्ती संबंध इन उदाहरणों के रूप में कैप्चर किए जाते हैं इस नेटवर्क पर अब सामान्यता के नुकसान के बिना हम यह मान सकते हैं कि आदेश 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 10 11 संभव है इसलिए इस समस्या का एक संभव समाधान है उदाहरण के लिए हमारे पास एक स्थिति नहीं होगी जहां एक को पूर्ववर्ती 2 दो से पहले 3 और 3 को पूर्ववर्ती होना होगा इसलिए हमारे पास ऐसा नहीं होगा तो हम कहेंगे कि १ २ ३ ४ ५ ६ 10 11 ९ १० ११ संभव है जिसका अर्थ यह भी है कि यदि हमारे पास एक संचालक है जो १ से १ से ११ तक की सारी सभा कर रहा है तो संचालक समाप्त कर सकता है उत्पाद या एक विधानसभा और अगर हम मानते हैं कि ये कार्य समय मिनटों में हैं तो अगर कोई व्यक्ति इसे करता है और इसे क्रम में करता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 तो लिया जाने वाला कुल समय 4 से अधिक 6 10 12 है 15 16 22 30 32 38 43 प्लस 4 समय की 47 इकाइयाँ हर 47 यूनिट हम देखेंगे कि एक आउटपुट आता है कई बार क्या होता है ये असेंबली असेंबली पूरी होने के बाद नाजुक असेंबली या टेस्टिंग जैसे कुछ कौशल की भी जरूरत पड़ सकती है इसलिए कई बार अगर हम वास्तव में इसका उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं तो हमें अधिक ऑपरेटरों के बैठने की आवश्यकता होती है यदि 2 ऑपरेटर बैठते हैं और यदि दोनों ऑपरेटर वास्तव में सब कुछ इकट्ठा करते हैं तब हमें 47 समय इकाइयों में 2 टुकड़े मिलेंगे जिसका अर्थ है कि 23 और आधा समय इकाइयों में प्रभावी रूप से एक टुकड़ा लेकिन यह उदाहरण के लिए शामिल होगा अगर गतिविधि संख्या 6 एक परीक्षण गतिविधि है और इसमें एक ही परीक्षण उपकरण के साथ 2 परीक्षण बेंच बनाना शामिल होगा इसलिए यदि हम एक ऐसी स्थिति बनाने जा रहे हैं जहां हमारे पास कई ऑपरेटर बैठे हैं और उनमें से प्रत्येक पूरी बात कर रहा है फिर आउटपुट को ऑपरेटरों की संख्या से 47 विभाजित किया जा सकता है लेकिन कई बार ऐसा कुछ संभव नहीं होगा क्योंकि इसका मतलब होगा कि बहुत सारे संसाधनों की नकल करना उनमें से प्रत्येक के लिए आवश्यक हैं इसलिए यह असेंबली लाइन बैलेंसिंग में प्रथागत है कि एक ऑपरेटर को 2 या 3 कार्य या निश्चित संख्या में कार्य दिए जाते हैं और असेंबली अगले ऑपरेटर के पास जाती है जो कुछ निश्चित कार्यों और इतने पर कार्य करता है इसलिए प्रत्येक ऑपरेटर के पास एक काम करने वाली बेंच होगी और काम करने वाले बेंच में प्रत्येक ऑपरेटर द्वारा लिया गया समय होगा अब यदि हम मानते हैं कि हमारे पास 11 कार्य पीठ होने जा रहे हैं जहाँ कार्य 1 कार्य बेंच 1 में किया जाता है कार्य 2 बेंच 2 में कार्य 3 बेंच 3 में और इसी तरह और अगर हम प्रत्येक के लिए 11 ऑपरेटर रखते हैं और यह मानते हुए कि प्रत्येक ऑपरेटर के पास उस गतिविधि को करने का कौशल है तो यदि हम इस तरह से 11 के साथ लाइन शुरू करते हैं यदि हम 47 टाइम यूनिट के अंत में यहां लाइन शुरू करते हैं तो एक टुकड़ा निकलेगा पहला टुकड़ा बाहर आएगा लेकिन तब दूसरा टुकड़ा उनके द्वारा शुरू किया गया होगा और स्थिर स्थिति में 11 डेस्क और बेंच या वर्कस्टेशन के साथ इसका उत्पादन और 11 ऑपरेटर करेंगे वास्तव में उस समय का अधिकतम हिस्सा है जो units समय इकाइयाँ हैं इसलिए यदि हम 11 कार्य पीठों के साथ एक स्थिति बनाते हैं और एक ऑपरेटर प्रत्येक कर रहा है तो आउटपुट 8 मिनट में एक हो सकता है जब तक हमारे पास समानांतर कार्यस्थान नहीं हैं इसलिए यदि हमारे पास एक कार्य केंद्र अनुक्रमिक है और प्रत्येक कार्य केंद्र एक कार्य को अंजाम दे रहा है तो 11 कार्यस्थानों के साथ यदि हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास हर 8 मिनट में एक आउटपुट होगा और वह चक्र समय कह रहा है इसलिए इस मामले में चक्र समय 8 मिनट का होगा यदि हमारे पास 11 वर्कस्टेशन हैं लेकिन फिर हमारे पास केवल एक ऑपरेटर है जो पहली बार 1 कार्यस्थान पर जाता है असेंबली लेता है यह 2 कार्य केंद्र में जाता है विधानसभा को समाप्त करता है और इसी तरह फिर चक्र का समय 47 मिनट होगा इसलिए जब तक हमारे पास समानांतर स्टेशन नहीं होंगे तब तक इस मामले में हम जो यथार्थवादी चक्र समय प्राप्त कर सकते हैं वह 8 मिनट से 47 मिनट के बीच है इसलिए जिस समस्या को हम हल करना चाहते हैं वह है एक चक्र समय टी मिनट कार्यस्थलों की न्यूनतम संख्या क्या है जिनकी हमें आवश्यकता होती है इनमें से प्रत्येक कार्यस्थान में किए जाने वाले कार्य क्या हैं या आवंटन क्या है प्रत्येक कार्य केंद्र को कार्य ऐसा है कि कार्यस्थान का समय कैपिटल टी से कम या बराबर है हमारे पास न्यूनतम कार्यस्थल हैं जिनकी आवश्यकता है और हमने जो पूर्ववर्ती संबंध बताया है वह उस अप्रत्यक्ष प्रवाह का उल्लंघन नहीं है जिसे हम कार्यस्थलों के बीच रखना चाहते हैं अब उस समस्या को लाइन बैलेंसिंग समस्या कहा जाता है और उस समस्या को भी सामान्यतः एल्गोरिथम एल्गोरिदम का उपयोग करके हल किया जाता है इसलिए हम अगले व्याख्यान में लाइन बैलेंसिंग और हेयुरिस्टिक एल्गोरिदम के कुछ पहलुओं को देखेंगे